निर्देश सामग्री और शिक्षण सामग्री नमस्कार खंड 2 इकाई 11 में आपका स्वागत है यह इकाई 11 पाठ्यक्रम अभिकल्पना कोर्स डिजाईन के "एडीडीआईई प्रणाली के विकास चरण" का हिस्सा है पिछली इकाई में हमने विकास चरण की उप प्रक्रिया को देखा वितरण प्रौद्योगिकियों और निर्देश प्रकारों की भूमिका को समझा पिछली इकाई के दो प्रमुख घटक वितरण प्रौद्योगिकियां और निर्देशो के प्रकार हैं वितरण प्रौद्योगिकियां ब्लैकबोर्ड या व्हाइटबोर्ड अभी भी भले ही एक प्रमुख तकनीक है लेकिन बहुत सारी नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं और आसानी से उपलब्ध हैं कई संस्थानों ने धीरे धीरे इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है प्रौद्योगिकी के आधार पर विकास चरण की गतिविधियां काफी भिन्न होंगी हालाँकि प्रौद्योगिकियां आपको कुछ संभावित लाभ देती हैं लेकिन उन लाभों को प्राप्त करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों को उनके विषय और दर्शकों श्रोताओ के संबंध में भूमिका को समझना चाहिए जाहिर है कक्षा में आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद होना चाहिए निर्देश के भी कई प्रकार हैं अभी भी प्रमुख है मान ले कि इस समय के हिसाब से लगभग 95 प्रतिशत से अधिक लोग आमने सामने निर्देश का उपयोग करते हैं हमारे पास निर्देश के अन्य प्रकार हैं जैसे कि मिश्रित शिक्षा उत्क्षेपण फ़्लिप कक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो दर्शकों के एक छोटे समूह के लिए है ये उन्ही पाठ्यक्रम की तरह हैं जिसमे आप वर्तमान में भाग ले रहे हैं अर्थात् एमओओसी "मूक" निर्देशों के विभिन्न प्रकार और तरीके है प्रत्येक निर्देश प्रकार आपको प्रशिक्षक और छात्रों के बीच एक अलग प्रकार का संबंध देता है यही वह स्थिति है जहां किसी को इन निर्देशों के प्रभावी उपयोग में संबंधों की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है मौजूदा इकाई निर्देश सामग्री और शिक्षण सामग्री से संबंधित है इसके अपेक्षित परिणाम है निर्देश सामग्री को विकसित करने की आवश्यकता और निर्देशों के अभिकल्पन डिजाइन की प्रक्रिया को समझना सीखने कीशिक्षण सामग्री सरल और अत्यंत स्पष्ट है निर्देशो के कुछ अभिकल्पन की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रण की आवश्यकता है जिनके आधार पर निर्देशात्मक सामग्री विकसित की जाती है प्रशिक्षक और निर्देश अभिकल्पन हमने पहले ही उल्लेख किया है कि निर्देश डिजाइन क्या है निर्देश अभिकल्पन में सीखने के अनुभवों की एक क्रमिक व्यवस्था होती है जो छात्रों को बताए गए परिणाम प्राप्त करने या पूर्व निर्धारित परिणाम हासिल करने की सुविधा प्रदान करती है प्रत्येक प्रशिक्षक निर्देश तैयार करता है यदि उसने पहले से तैयारी नहीं की है तो वह उस निर्देश सामग्री के अनुसार कक्षा की गतिविधियों का संचालन करेगा निर्देश सामग्री में वह सामग्री शामिल हो सकती है जिसे प्रशिक्षक बोर्ड पर लिखना चाहता है या वे स्लाइड जो वे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या वीडियो जो वे दिखाना चाहते हैं आदि लेकिन कक्षा की गतिविधियों का वास्तविक संचालन प्रशिक्षक के अनुदेशात्मक अनुभवों के अनुक्रम और योजना के अनुसार होगा निर्देशात्मक सामग्री गतिविधियों के अनुक्रम की एक योजना का प्रतिनिधित्व करती है हम इसे एक आलेख के रूप में कह सकते हैं और इन गतिविधियों को कैसे निष्पादित किया जा रहा है पहले a b c आदि इस तरह गतिविधियों का क्रम लिखिए प्रत्येक गतिविधि के लिए सामग्री लिखें जिसे हम संवाद कह सकते हैं पटकथा और संवाद दो ऐसे शब्द हैं जो रंगमंच और फिल्मों दोनों में उपयोग किए जाते हैं और वे एक तरह से निर्देश अभिकल्पन के लिए उपयुक्त शब्द हैं यहां जब हम आलेख स्क्रिप्ट लिखने की आवश्यकता या उपलब्धता के बारे में बात करते हैं और उसके बाद संवाद होते हैं लेकिन आप किस तरह की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं इसका मतलब है कि प्रशिक्षक इस तरह गतिविधियों की प्रकृति और क्रम को चाहता है या यह वह तरीका है जो प्रशिक्षक करना चाहता है इस पर निर्णय प्रशिक्षक द्वारा लिया जाता है यह बंधनकारी नहीं है कि प्रशिक्षक को किस तरह की स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए यह विषय की प्रकृति बुनियादी ढांचे वितरण प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करता है अन्य संसाधन जो उपलब्ध हैं और चुनी हुई निर्देशात्मक गतिविधियों के साथ प्रशिक्षक के पास जो सुविधा है साहित्य में बड़ी संख्या में निर्देशात्मक गतिविधियाँ उपलब्ध है अलग अलग लोगों ने अलग अलग गतिविधियों का इस्तेमाल किया है और प्रशिक्षक से यह उम्मीद करना संभव नहीं है कि वह सभी प्रकार की निर्देशात्मक गतिविधियों से भलीभांति परिचित हो या उन पर अच्छी पकड़ हो समय के साथ प्रत्येक प्रशिक्षक सदस्य किसी प्रकार की निर्देशात्मक गतिविधि के लिए कुछ व्यवस्था विकसित करेगा और पसंद करेगा स्क्रिप्ट इस बात पर आधारित होगी कि जिस पर प्रशिक्षक सहज महसूस करता है भले ही विषय वस्तु समान हो फिर भी दो अलग अलग प्रशिक्षक सदस्यों की कोई भी दो स्क्रिप्ट समान नहीं होना चाहिए जिस ढांचे के भीतर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसे निर्देश अभिकल्पन डिजाइन कहा जाता है कई निर्देश डिजाइन ढांचे हैं हम न ही उनके बारे में बात करेंगे और न ही उन्हें पूरी तरह से सूचीबद्ध करेंगे निर्देश डिजाइन मॉडल कुछ ऐसा है जिसे लोग पिछले 60 70 वर्षों से तलाश रहे हैं कई मॉडल प्रस्तावित और प्रयुक्त हो रहे हैं हम केवल दो का उल्लेख करेंगे जिनमें से केवल एक का ही उल्लेख होगा जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं डेविड मेरिल और डेविड कोल्ब के कारण दो प्रसिद्ध आईडी मॉडल हैं डेविड कोल्ब अनुभवात्मक अधिगम की बात करते हैं हम उस पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे जबकि डेविड मेरिल ने 2013 में सीखने के प्रथम पांच सिद्धांतों की पहचान की थी सीखने के सिद्धांत बहुत अजीब नहीं लगते वे बड़े ही सहज प्रतीत होते हैं लेकिन वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार उन सभी को एक साथ रखा सन 2013 में निर्देश डिजाइन से संबंधित उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो जानकारी का एक अच्छा स्रोत है कार्यक्रमों के आयोजन की बात करे तो इस पर एक कार्यशाला हो सकती है या यह 4 साल का कार्यक्रम हो सकता है कार्यक्रम और अभ्यास कुछ या सभी प्रथम सिद्धांतों का उपयोग करते हैं हमें लगता है कि सभी प्रथम सिद्धांतों का उपयोग करना और आपके निर्देशों में इन्हें शामिल करना संभव है लेकिन अगर किसी कारण से आपको किसी एक सिद्धांत पर ध्यान देना मुश्किल लगता है तो भी यह सार्थक है किसी दिए गए निर्देशात्मक कार्यक्रम से सीखने के निर्देश निर्देशों के प्रथम सिद्धांतों के कार्यान्वयन के सीधे समानुपाती है यदि आप ध्यान दे सकते हैं या सभी पांच सिद्धांतों को शामिल कर सकते हैं तो अच्छी तरह से सीखा जा सकता है जिस तरह से आप इन सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं यह उसके सीधे समानुपाती है यह आईडी मॉडल मेरिल के सिद्धांतों पर आधारित है यह ठीक वैसा नहीं है जैसा मेरिल ने प्रस्तावित किया था थोड़े शब्द अलग हैं लेकिन ज्यादातर मॉडल एक ही है मेरिल के सिद्धांतों का प्रारंभिक बिंदुचरण है वास्तविक दुनिया की समस्या जो कि केंद्र में है वास्तविक दुनिया की समस्याएं शब्द वास्तविक दुनिया की समस्याएं को पाठ्यक्रम के परिणाम योग्यता लक्ष्यों से बदल दिया जाता है वहां से जारी रखते हुए हम क्रमिक रूप से अन्य चतुर्थांशो की ओर बढ़ते हैं सक्रियण और प्रेरणा प्रदर्शन अनुप्रयोगअनुबंध applicationengagement और एकीकरण पहले सक्रिय करें और प्रेरित करें फिर नए ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करें फिर अगले चरण में छात्र सीधे नए ज्ञान को तुरंत लागू करता है या कम से कम नए ज्ञान के साथ संलग्न होता है इसके बाद छात्र नए ज्ञान को एकीकृत करता है या नया कौशल जो उसने हासिल किया है जो कि वह पहले से जानता है या उसके पास पहले के ज्ञान से जोड़ता है यह सहज रूप से सीधा और स्पष्ट दिखता है लेकिन गतिविधियों के इस क्रम को बेतरतीब ढंग से करने के बजाय कुछ हद तक व्यवस्थित तरीके से पूरा करना होगा इसलिए हमें एक आईडी मॉडल की आवश्यकता है सीखने के सिद्धांतों के बयान शब्दावली में मामूली बदलाव के साथ अन्यथा ये मेरिल द्वारा बताए गए सिद्धांत हैं "जब शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया की समस्याओं या कार्यों के संदर्भ में ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं तो सीखने की प्रवृत्ति बढती है" मेरिल का बयान है वास्तविक दुनिया की समस्याएं हमारे लिए कार्य हैं लेकिन पाठ्यक्रम के परिणाम या दक्षताओं के अलावा और कुछ नहीं हैं जब हम निर्देश डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो योग्यता एक ऐसा शब्द है जिसका हम उपयोग करेंगे क्योंकि दक्षतायोग्यता पाठ्यक्रम के परिणामों का विस्तार है सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब शिक्षार्थियों को योग्यता के बारे में प्रेरित किया जाता है और उनके पूर्व ज्ञान और कौशल के मानसिक मॉडल को नए ज्ञान और कौशल के आधार के रूप में सक्रिय किया जाता है दो कुंजीशब्द कीवर्ड हैं एक है प्रेरित जब आप केवल प्रेरित होते हैं तो ही आप इस पर ध्यान देते हैं कि कक्षा में क्या हो रहा है या निर्देशात्मक गतिविधि में क्या हो रहा है ध्यान दिए बिना जाहिर है आपने पहले ही छात्र को खो दिया है और कोई भी अन्य गतिविधियों के करने का कोई अर्थ नहीं होगा फिर आप छात्र के पूर्व ज्ञान और कौशल के मानसिक मॉडल को सक्रिय करते हैं जो कि दूसरा सिद्धांत है सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब शिक्षार्थी सीखने के लिए ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करते हैं प्रशिक्षक नए ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है यह एक प्रयोग हो सकता है या यह एक व्याख्यान हो सकता है यह किसी चीज़ की प्रस्तुति हो सकती है एक वीडियो हो सकता है या प्रयोगशाला में एक प्रयोग भी हो सकता है या एक भौतिक वस्तु दिखा सकता है प्रशिक्षक ज्ञान के बारे में व्याख्यान नहीं दे रहा है वह सीखने के लिए नए ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन कर रहा है सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब शिक्षार्थी अपने नए अर्जित ज्ञान और कौशल को लागू करते हैं या संलग्न करते हैं प्रदर्शन के तुरंत बाद छात्र उस ज्ञान से जुड़ रहे हैं या यह सिर्फ नए ज्ञान को लागू कर सकता है उदाहरण के लिए सख्ती से लागू करना किसी समस्या को हल करने से संबंधित है जबकि आकर्षक गतिविधि को समझने की गतिविधि या किसी अन्य उच्च स्तरीय गतिविधि से भी संबंधित हो सकता है यही कारण है कि हम शब्द लागू करना प्रहार स्ट्रोक करना संलग्न करना का प्रयोग करते हैं जब शिक्षार्थी उनके नए अर्जित ज्ञान और कौशल पर चर्चा और बचाव कर विचार प्रदर्शित करते है तो सीखने को बढ़ावा मिलता है हम इनमें से प्रत्येक सिद्धांत पर थोड़ा और विस्तार से जानेगे ध्यान और सक्रियता यदि मैं छात्रों का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता तो मैं बाद में जो कुछ भी करता हूं वह किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है ध्यान न मिलने के लिए मैं छात्रों और कई कारकों को दोष दे सकता हूं लेकिन अगर मेरे पास छात्र का ध्यान नहीं है तो मैंने शुरुआत में ही इसे खो दिया पहली बात यह है कि मैं ध्यान कैसे आकर्षित करूं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यदि आप 1 2 मिनट की एक छोटी सी कहानी देने में सक्षम हैं या उस गतिविधि के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिसे आप वास्तव में बाद में प्रस्तुत करने जा रहे हैं या आप केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या आप कुछ अनुकरण भी कर सकते हैं इन दिनों आपके लैपटॉप और प्रोजेक्टर होना चाहिए और इसलिए आप एक दिलचस्प अनुरूपण सिमुलेशन तैयार कर सकते हैं और उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं बेशक इस गतिविधि में बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए यदि इसमें बहुत अधिक समय लगता है तो आपके पास नए ज्ञान को प्रदर्शित करने का समय नहीं है ध्यान आकर्षित करने के बाद छात्रों को अपनी नई शिक्षा को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ने में सक्षम होना चाहिए जो वे पहले से जानते हैं जब तक आप किसी ऐसी चीज से लिंक नहीं कर सकते जिसे आप पहले से जानते हैं आप नई जानकारी को इकट्ठा या अवशोषित नहीं कर पाएंगे जिस तरह से मस्तिष्क कार्य करता है लेकिन आपको किसी भी नई जानकारी को तुरंत उसमे जोड़ने में सक्षम होना चाहिए आप उस ज्ञान को सक्रिय करते हैं जिससे नई जानकारी को जोड़ा जा सकता है आम तौर पर कई शिक्षक पहले से ही यह कहकर करते हैं आइए हम देखें या समीक्षा करें कि हमने पिछली कक्षा में क्या किया है यह पूर्व ज्ञान को स्मरण कराने का एक तरीका है या कभी कभी पूर्व ज्ञान किसी ऐसे विषय से आ सकता है जिसे छात्रों ने शायद एक सेमेस्टर या सालभर पहले सीखा हो या हाई स्कूल के विषय से कुछ स्मरण कर लिया हो उसे सक्रिय करने और फिर से प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है यानी यदि वह दीर्घकालिक स्मृति में है तो वह आंशिक रूप से भूल गया है उस ज्ञान को अल्पावधि स्मृति क्षेत्र शोर्ट टर्म मेमोरी में लाया जाना है ताकि आप उस जानकारी को संसाधित कर सकें या नई जानकारी को उससे जोड़ सकें सक्रियण के एक भाग के रूप में प्रशिक्षक को ज्ञान के वर्तमान स्तर का आकलन करने और उस पर निर्माण करने की आवश्यकता है पुरानी शिक्षा को सतह पर लाकर सक्रिय करने की आवश्यकता है - यह आह्वान इन्वोकिंग है यह एक मजबूत कथन है कुछ भी नया नहीं सीखा जा सकता है जब तक कि इसे मौजूदा ठोस ज्ञान से जोड़ा न जाए लेकिन किसी भी पाठ्यक्रम या किसी भी विषय में कोई पूर्व ज्ञान नहीं है जो आपके पास पहले से है और इससे संबंधित है तब रटने से ही कोई सीख सकता है यह वही है जिसे बोर्ड पर प्रस्तुत करना है या कागज के टुकड़े पर लिखी गई कोई चीज है आप बस इसे रट लें जिसे हम एक तरह की सीख मानते हैं और उस तरह की सीख परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद गायब हो जाएगी एक शिक्षक को प्रस्तावित नए ज्ञान को छात्रों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ने के लिए एक ठोस प्रयास करना होगा आप सहमत होंगे कि कक्षा में आने से पहले सभी छात्रों के पास समान स्तर या समान ज्ञान नहीं होगा लेकिन यही वह है जिसे करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए हम यह नहीं कहेंगे कि क्या होता है यदि कई छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो आप स्थिति में क्या करते हैं केवल एक चीज जो आप कह सकते हैं कि इसमें समय लगता है यदि आपके पास समय है या नहीं सभी छात्रों को अपने साथ ले जाने में समय तो लगता है ध्यान और सक्रियता के इस चरण के तहत आप किस प्रकार के निर्देशात्मक घटकों गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं समझा रहे हैं की क्यों प्रेरक कहानियां अनुप्रेरण सिमुलेशनमल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ कक्षा चर्चा प्रश्नोत्तरी क्विज संक्षिप्तीकरण रेकापितुलेशन स्थानीयक्षेत्रीय दौरा डेटा एकत्रीकरण और डेटा विश्लेषण उन्नत ग्राफिक आयोजक कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो ध्यान और सक्रियण को संबोधित करती हैं उन्नत ग्राफिक आयोजकों में से एक अवधारणा मानचित्र है इसका मतलब यह नहीं है कि उन सभी को हर समय इस्तेमाल करना होगा एक प्रशिक्षक को यह तय करना चाहिए कि उस समय योग्यतादक्षता के लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त क्या हैं किसी भी शिक्षक के लिए प्रदर्शन को समझना आसान होता है क्योंकि ऐसा वह हर समय कर रहारही होता है प्रदर्शन नए ज्ञान और कौशल की प्रस्तुति है इसे व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है एक व्याख्यान और एक ब्लैकबोर्ड या व्याख्यान और एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से एक पीपीटी प्रस्तुति आदि कोई एक नई जानकारी प्रस्तुत कर रहा है और समस्या के प्रकार के आधार पर जो आप चाह रहे है सम्पूर्ण समस्या या इसका कुछ हिस्से के एक या अधिक कार्यशील उदहारण देना ये दिखाता है कि विशिष्ट स्थितियों में किस तरह प्रदर्शित जानकारियां प्रयुक्त की जाती है यहीं से प्रशिक्षक का योगदान आएगा मैं कितनी समस्याएं पेश करता हूं प्रत्येक समस्या का दायरा क्या है और मैं जिन्हें भी मैं आवश्यक विशेषताए समझू योग्यता की सभी विशेषताओं को कैसे संबोधित करूं जिस कौशल के प्रकार को बढावा देना है प्रदर्शन उसी के अनुरूप होना चाहिए यदि योग्यता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने से संबंधित है लेकिन यदि प्रदर्शन सर्किट के कार्य को समझाने पर केंद्रित होकर शुरू और ख़त्म होता है न कि डिजाइन पर तो इसका मतलब है आपने डिजाइन के उदाहरण पर काम नहीं किया हैं डिजाइन उदाहरण में यह बताना शामिल होगा कि सर्किट की कार्यात्मक आवश्यकता क्या है आप घटकों का चयन कैसे करते हैं किस प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं आप सर्किट डिजाइन करने के बारे में कैसे आगे बढते हैं यदि आप सर्किट के डिजाइन से नहीं गुजरते हैं तो प्रदर्शन योग्यता के अनुरूप नहीं है क्योंकि हम सर्किट के डिजाइन से संबंधित दक्षताओं को बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षक को एक सर्किट के डिजाइन का प्रदर्शन करना चाहिए शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी या संरचना को विशिष्ट उदाहरणों से जोड़ने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए एक प्रमेय को प्रस्तुत करने या सामान्य रूप से समझाने के बजाय विशिष्ट उदाहरणों से समझाने की आवश्यकता होती है कि इसका महत्व क्या है इसके क्या अनुप्रयोग है और इसे उसी पर छोड़ दें ऐसी जानकारी छात्रों के पास टिकती नहीं है निर्देशात्मक घटक क्या हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं पारस्परिक इंटरएक्टिव व्याख्यान मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ अनुरूपण सिमुलेशन समस्याओंप्रश्नों के उदाहरण कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन प्रयोगात्मक प्रदर्शन ग्राफिक आयोजक या उन्नत ग्राफिक आयोजक ग्राफिक आयोजक एक ग्राफ या एक टेबल या कुछ ब्लॉक आरेख के अलावा और कुछ नहीं है उन्नत ग्राफिक आयोजक विषय मानचित्र अवधारणा मानचित्र आदि हो सकते हैं मॉड्यूल 3 में हम एक बार फिर इनमें से कुछ निर्देशात्मक घटकों के बारे में जानेंगे प्राथमिक मुद्दा शिक्षार्थियों को योग्यता के अनुरूप समस्याओं को हल करने के लिए नए अर्जित ज्ञान और प्रदर्शित कौशल के साथ संलग्न होना चाहिए या लागू करना चाहिए इसका मतलब है कि एक बार फिर पहले के उदाहरण को लेते हुए यदि योग्यता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करने से संबंधित है तो छात्र को तुरंत सर्किट डिजाइन करने के ज्ञान को लागू करना चाहिए यह कितना आसान है लेकिन इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए सीखने के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि एक शिक्षार्थी को प्रदर्शन के बाद न्यूनतम समय अंतराल के साथ नई जानकारी और कौशल के साथ जुड़ना चाहिए आप यह नहीं कह सकते कि मैं अभी समझा रहा हूं हम इस ज्ञान को कुछ दिनों बाद या शायद सेमेस्टर के अंत में लागू करेंगे या कभी कभी कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जहां आप रुकते हैं और कहते हैं कि हम इस ज्ञान को 3 सेमेस्टर बाद में लागू करेंगे जहां आप जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वह तुरंत लागू नहीं होता है तो यह पाठ्यचर्या तैयार करने का गलत तरीका है प्रदर्शन और अनुप्रयोग के बीच का समय अंतराल जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका आमतौर पर अधिकांश शिक्षकों द्वारा पालन नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जानकारी को दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करना और इसे घर पर करने के लिए जानकारी के अनुप्रयोग को छात्र पर छोड़ दें यह संतोषजनक ढंग से काम नहीं करता है एक और सिद्धांत है आप छात्र को इसके पीछे के सभी सिद्धांतों को समझे बिना ज्ञान को लागू करने के लिए कहें तुम पहले उससे ज्ञान का प्रयोग कराओ फिर ज्ञान पेश करो यही वह है जो हम इस कोर्स में अभी कर रहे हैं हम "आपके करने के तरीके" पेश कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीसिद्धांत है हम सभी सिद्धांतों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं और न हि कि क्या शोध किया गया है हम तो बस इतना ही कहते हैं कि आप हम पर विश्वास रखे और यह कहते है कि जिनके आधार पर हम आपको नयी जानकारी दे रहे है ये अच्छी तरह से शोध किए गए सिद्धांत हैं चूँकि छात्र नए ज्ञान के साथ जुड़ रहे हैं प्रशिक्षक या छात्र को समस्या को हल करने के लिए अपने नवनिर्मित मानसिक मॉडल की शुद्धता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक या सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करनी चाहिए जब आप संलग्न होते हैं तो छात्र नई जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान या मौजूदा मानसिक मॉडल से जोड़ रहे होते हैं जब वे ज्ञान के साथ संलग्नउसका अनुप्रयोग कर रहे होंगे हैं तो एक संभावना है कि वे कुछ त्रुटियां करेंगे और तब सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान की जानी चाहिए कोचिंग या ट्यूटरिंग coachingtutoring या संकेत आदि प्रदान करना सीखने में सुधार कर सकता है यदि आप चाहते हैं कि छात्र ज्ञान को अंतर्ग्राहित करे तो कोचिंग को धीरे धीरे वापस ले लिया जाना चाहिए इसे पढ़कर आप भी मुस्कुरा रहे होंगे पर इन सबके लिए समय कहां है आप मेरी कक्षा में 60 छात्रों को कैसे संभालते हैं और मेरे पास कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय कहाँ है हां आपके पास नहीं है और यही चुनौती है इस चुनौती से कैसे निपटा जाए यह एक अलग मुद्दा है लेकिन किसी तकनीक का प्रयोग इसमें महत्वपूर्ण सहयोग कर सकती है हम इसके बारे में मॉड्यूल 3 में बात करेंगे लेकिन यह हमेशा एक समस्या होती है और विशेष रूप से यदि आपके पास व्यापक रूप से भिन्न क्षमताओं वाले छात्र हैं तो दिए गए समय में निम्न स्तर के साथ साथ उच्च श्रेणी के छात्रों को पूरा करना आसान नहीं है और कई बार यह संभव नहीं पाता है सभी विद्यार्थियों को अपने साथ ले जाने के लिए आपको अन्य साधनों का भी उपयोग करना चाहिए

अनुप्रयोग करने और संलग्न करने के निर्देशात्मक घटकों में नोट बनाना शामिल है अर्थात आप इन छात्रों को एक छोटा नोट लिखने के लिए कह सकते हैं सारांशिकरण व्यक्तिगत समस्या समाधान अभ्यास सामूहिक समस्या समाधान रिपोर्ट लेखन प्रेजेंटेशन बनाना समूह परिचर्चा और बहुत कुछ ये कुछ निर्देशात्मक घटक हैं जिन्हें हम निम्नलिखित मॉड्यूल में पेश करेंगे शिक्षार्थी ने जो कुछ सीखा है उसे प्रदर्शित करना चाहिए इसका मतलब है आंतरिक रूप से इस पर एक नज़र डालें कि उसने क्या सीखा है और यह क्यों महत्वपूर्ण है वह किन परिस्थितियों में इस जानकारी का उपयोग करता है या क्या उसने इसे सही ढंग से समझा है इसकी एक छवि होती है जो छात्र के द्वारा की जाना चाहिए इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी साथियों के साथ चर्चा करना चाह सकता है आप अपने पड़ोसी से बात करते हैं या यह 23 लोगों के समूह के रूप में हो सकता है यदि आपने कोई स्थिति ले ली है तो आपको उसका बचाव करने में सक्षम होना चाहिए हाँ मेरी समझ सही है फिर अंत में उन्हें उनके मौजूदा मानसिक मॉडल से जोड़ दें यह एकीकरण की प्रक्रिया है निर्देशात्मक घटक कक्षा चर्चा समूह चर्चा प्रश्नोत्तरी सारांशिकरण और आप लक्ष्य भी बताते हैं और लक्ष्य के संबंध में आप कितनी दूर आए हैं और आप कहां हैं और कितनी दूर जाना है लक्ष्य और प्रतिक्रिया हो सकते हैं निर्देशात्मक घटक की संरचना हम किस क्रम में जाते हैं पहली बात है "योग्यता कथन" जिससे हम सभी परिचित हैं फिर पहला चरण है ध्यान और सक्रियता मान लीजिए कि योग्यता दक्षता एक निर्देशात्मक इकाई है यह 2 से 4 घंटे की अवधि का हो सकता है एक 4 घंटे की निर्देशात्मक इकाई में 3 घंटे का व्याख्यान शामिल नहीं हो सकता है और शुरुआत व अंत में कुछ मिनट छात्रों को दे कि वे अपने ज्ञान का उपयोग करे नए ज्ञान को प्रदर्शित करने और उसे आरोपितप्रयोग करने के बीच का समय अंतराल जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए जैसा कि बताया गया है हम निर्देश इकाई को उसी अनुसार तोड़ेगे ध्यान और सक्रियता चरण के बाद एक छोटा प्रदर्शन और एक छोटा अनुप्रयोग चरण होता है और उनकी एक श्रृंखला होती है एक योग्यता में आपको अनुप्रयोग के बाद प्रदर्शन के 3 से अधिक तत्वों की आवश्यकता नहीं हो सकती है ऐसे क्रम के बाद शिक्षार्थियों को ज्ञान को एकीकृत करना चाहिए प्रदर्शन और अनुप्रयोगों का विभाजन पूरी तरह से प्रशिक्षक द्वारा तय किया जाता है इसके लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है और इन्हें शिक्षकों का समूह या कम से कम 2 शिक्षकों द्वारा एक दूसरे के साथ परस्पर बातचीत कर अच्छी तरह से किया जा सकता है निर्देशात्मक इकाई का उदाहरण इस प्रकार एक निर्देशात्मक इकाई के लिए स्क्रिप्ट तैयार तैयार की जाती है एक तालिका द्वारा स्क्रिप्ट को प्रदर्शित करना एक अच्छा तरीका होगा यह "प्रोग्रामिंग" पाठ्यक्रम की निर्देशात्मक इकाई 6 है निर्देशों के जम्प ग्रुप को समझें ये एक योग्यता कथन इसके लिए 2 घंटे निर्धारित किये गए है और इससे कोई प्रयोगशाला संबद्ध नहीं है यह योग्यता "कार्यक्रम प्रवाह नियंत्रण निर्देशों" को समझने का हिस्सा है CO3 के तहत अन्य निर्देशात्मक इकाइयाँ हैं आपके पास 2 घंटे हैं योग्यता की प्रासंगिकता की व्याख्या करने में मुझे लगभग 5 मिनट लगते हैं सार्थक प्रोग्राम लिखने के लिए निर्देश के जम्प ग्रुप को समझना आवश्यक है यहां हमने ब्लैकबोर्ड का उपयोग करने का निर्णय लिया हो सकता है कि मैं एक उदाहरण दिखाऊं और कहूं कि जंप निर्देश कैसे प्रासंगिक है सक्रियण मुझे पीपीटी का उपयोग कर छात्रों को पहले से ज्ञात एल्गोरिदम और सी प्रोग्राम से उदाहरण प्रस्तुत करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं फिर मैं 30 मिनट का एक "प्रदर्शन 1" करता हूं जिसमें पीपीटी के माध्यम से निरुपाधिक जम्प के निर्देश शामिल हैं फिर मैं छात्र को तुरंत उस ज्ञान का प्रयोग करने के लिए 15 मिनट आवंटित करता हूँ यह एक प्रश्नोत्तरी के रूप में हो सकता है जिसमे छात्र दिए गए जम्प निर्देश का लक्ष्य निर्धारित करते हैं जब वे ज्ञान का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वे इसे सभी बोधगम्य परिस्थितियों पर लागु नहीं कर सकते है जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है लेकिन वे तुरंत उस ज्ञान से जुड़ जाते हैं अगर मेरे पास केवल 15 मिनट हैं मैं इसे करने के बारे में कैसे आगे बदूगा यह एक चुनौती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं कक्षा सत्र दूसरा घंटा है मैं आपको इसे पढ़ने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दूंगा एक अन्य उदाहरण CO5 के तहत निर्देश इकाई U12 CO5 के तहत हमारे पास 4 दक्षताएं योग्यताए हैं C4 डिजाइन परिशुद्ध परिशोधक और DC वोल्टेज नियंत्रक रेगुलेटर्स से संबंधित है इस हेतु 2 घंटे की कक्षा जरूरी है

CO5 एक बहुत लंबा कथन है जहां डिज़ाइन सर्किट है जो कई एनालॉग रैखिक सिग्नल प्रोसेसिंग फ़ंक्शन करते हैं पहला घंटा लें जिसमें प्रासंगिकता सक्रियण एक प्रदर्शन और अनुप्रयोग शामिल है यहां अनुप्रयोग के संदर्भ में छात्र एक सटीक अर्ध तरंग परिपथ का अनुकरण करेंगे और 10 मिलीवोल्ट से 5 वोल्ट की अगत वोल्टता सीमा पर इसकी सटीकता का प्रदर्शन करेंगे इसके लिए छात्रों को कुछ अनुरूपण सिमुलेट करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए लैपटॉप की आवश्यकता होती है यहां नए प्रदर्शित ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए वास्तविक अनुकरण की आवश्यकता होगी जिसका अर्थ है कि छात्रों के पास उनके साथ आवश्यक उपकरण हैं और वे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और जिस सर्किट को अनुकरण करने की आवश्यकता है वह उन्हें पहले से ही उपलब्ध कराया गया है वे केवल एक परिपथ की विशिष्ट आगत वोल्टता सीमा के व्यवहार को देख रहे हैं और यही यहां की स्क्रिप्ट है दूसरे घंटे फिर से मैं आपको पढ़ने के लिए 2 मिनट का समय दूंगा हमारे पास 2 प्रदर्शन और 2 अनुप्रयोग थे और अंत में हम एकीकृत कर रहे हैं जिसके लिए हमने 10 मिनट आवंटित किए हैं हम यहां क्या कर रहे हैं परिशुद्ध परिशोधन और वोल्टेज विनियमन सहित दो महत्वपूर्ण सिग्नल प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों को प्राप्त करने में एक op amp के आसपास प्रतिक्रिया की भूमिका पर चर्चा करें इसका मतलब है 2 एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लिकेशन हैं उनमे से एक है परिशुद्ध परिशोधन और वोल्टेज विनियमन इन दोनों को एक परिचालन प्रवर्धक एम्पलीफायर का उपयोग करके हासिल किया जाता है और हम इसे मुख्य रूप से फीडबैक का उपयोग करके प्राप्त कर रहे हैं एनालॉग सर्किट और सिस्टम के संबंध में छात्र के लिए फीडबैक की भूमिका को समझना आवश्यक है और यहीं पर एकीकरण होता है हम फीडबैक की भूमिका पर चर्चा करने की प्रक्रिया जानेगे हमने निर्देशात्मक इकाइयों की स्क्रिप्ट लेखन हेतु आपको दो नमूने दिए हैं अब परिचालन भाग में आते हुए एक निर्देशात्मक इकाई के लिए निर्देश सामग्री तैयार की जानी है इसी तरह हम पहचानते हैं और निर्देश सामग्री को निर्देशात्मक इकाई की संरचना के अनुसार व्यवस्थित किया जाना है इसका मतलब है कि जब आप लिख रहे हैं तो आप शीर्षक डाल सकते हैं "ध्यान और सक्रियता" उसके नीचे लिखें कि आप छात्र का ध्यान आकर्षित करने या उन्हें प्रेरित करने के लिए वास्तव में क्या प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं फिर हम नीचे लिखते हैं कि पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए मैं किन गतिविधियों की योजना बना रहा हूं यदि मैं एक प्रश्नोत्तरी कर रहा हूं तो मुझे यह लिखना होगा कि प्रश्नोत्तरी क्या है या यदि मैं एक चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूं तो मुझे उस चर्चा की संरचना करनी चाहिए क्योंकि ध्यान रहे कक्षा में समय बहुत सीमित होता है और कोई भी बहक सकता है यदि आप चर्चा शुरू करते हैं तो चीजें जल्दी से हाथ से निकल सकती हैं और बहुत सा समय गँवा सकते है और यही कारण है कि आपको स्क्रिप्ट को बहुत स्पष्ट रूप से लिखना है निर्देश सामग्री में योग्यतादक्षता विवरण ध्यान और सक्रियता प्रदर्शन अनुप्रयोग जो एक से अधिक हो सकते है और अंत में एकीकरण शामिल होगा हर एक के तहत हम कुछ सीमित संख्या में निर्देशात्मक घटकों का उपयोग कर रहे हैं और आपको सामग्री को स्क्रिप्ट के अनुसार तैयार करना चाहिए प्रदर्शन और आवेदन के लिए निर्देशात्मक घटकों का चुनाव प्रशिक्षक को करना होगा निर्देश सामग्री प्रत्येक निर्देशात्मक तत्व के लिए आवंटित समय पर निर्भर करेगी इस तरह आपको अपनी शिक्षण सामग्री तैयार करनी चाहिए हो सकता है कि हम इसमें से कुछ सहज रूप से कर रहे हों लेकिन जब आप इसे सहज रूप से करते हैं तो हम सभी निर्देशात्मक इकाइयों और सभी गतिविधियों पर समान ध्यान दे भी सकते हैं और नहीं भी इसलिए यदि आप एक निर्देशात्मक इकाई के लिए अपने लिए एक खाका बना सकते हैं तो आप इसे भरना शुरू कर सकते हैं ताकि आप कोई भी मौका न छोड़ें एक बार फिर कई शिक्षको की पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि आप अध्यापन और शिक्षण को जटिल कर रहे हैं यह जटिलीकरण नहीं है यह आपके लिए अपने स्वयं का दिशानिर्देश बनाने में आपकी सहायता करने के लिए है इस तरह आप कुछ तत्वों को कुछ मौकों के लिए नहीं छोड़ते या आप एक अच्छा काम करने के मौके पर निर्भर नहीं होते हैं शिक्षण सामग्री को समझना इतना कठिन नहीं है आइए इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्देशात्मक इकाई के उदाहरण पर विचार करें जिसमें कोई कुछ सटीक परिशोधक रेक्टिफायर और वोल्टता नियामकों को डिजाइन करने का प्रयास कर रहा है मैं इस सामग्री का उपयोग किसी पहचानी गई पाठ्यपुस्तक या कुछ इंटरनेट संसाधन से कर सकता हूँ तो मैं क्या करूं मैं चयनित पाठ्यपुस्तक से पृष्ठ संख्या सूचीबद्ध करके सामग्री का चयन करता हूं या मैं आपको कुछ टिप्पणीयों के साथ इंटरनेट लिंक देता हूं या यदि मुझे लगता है कि पाठ्यपुस्तकों में मुझे कोई भी सामग्री संतोषजनक नहीं है तो मैं सामग्री तैयार करता हूं और इसे छात्रों के लिए उपलब्ध कराता हूं तो या तो आप शिक्षण सामग्री का चयन कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं हाल ही में कई अकादमिक प्रबंधन प्रणालियां बाजार में आ रही हैं वे आपको ऑनलाइन संसाधनों से पाठ्यपुस्तकों और संबंधित वीडियो सामग्री से सामग्री को निर्मित करने देते हैं मैं कहता हूं कि पृष्ठ 76 से 85 तक की सामग्री पहचानी गई चयनित पाठ्यपुस्तक से संबंधित सामग्री है अब मैं पूरी किताब को अपने सर्वर पर रख सकता हूं या मैं केवल उन कुछ पेजों को ले सकता हूं और इसे अपनी विशेष निर्देशात्मक इकाई से जोड़ सकता हूं इसी तरह मैं इंटरनेट पर उपलब्ध 30 मिनट का वीडियो पेश नहीं करना चाहता केवल 3 मिनट का अंश प्रासंगिक है अब इंटरनेट पर उपलब्ध 30 मिनट के वीडियो से 3 मिनट की प्रस्तुति को क्लिप करने और इसे शिक्षण सामग्री के रूप में उपलब्ध कराने के लिए साधन उपलब्ध हैं तो आपको पूरे 30 मिनट के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है इसलिए कुछ शैक्षणिक प्रबंधन प्रणालियाँ प्रशिक्षक को सामग्री को निर्मित करने और इसे शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती हैं इसलिए हम आपसे एक ऐसा अभ्यास करने का अनुरोध करते हैं जो दिलचस्प हो हमने शायद कुछ सौ शिक्षक सदस्यों के साथ ऐसा किया है और उन्हें यह एक सुखद अनुभव लगा आपके द्वारा पढ़ाए गए या परिचित पाठ्यक्रम से चुनी गई योग्यतादक्षता के लिए एक निर्देश इकाई की संरचना या स्क्रिप्ट बनाएं आप कृपया अनिवार्य रूप से इसकी तालिका बनाने का प्रयास करें तालिका जो हमने आपको दी है और आपकी सराहना करेंगे यदि आप अपने अभ्यास के परिणामों को साझा करते हैं और अगली इकाई 12 में हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और कार्यान्वयन चरण की उप प्रक्रिया को समझेंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद